नमस्ते इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने जो किया है उसमें हमने पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटीलीवर का निर्माण और फिर पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटीलीवर का उपयोग देखा है इसके बाद एक सेंसर या एक बायोसेंसर होता है जिसे इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड और SU 8 वेल के साथ ग्लास सब्सट्रेट पर गढ़ा जाता है इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड SU 8 कुएं के अंदर थे पीजो रेसिस्टर का उपयोग टिश्यू के यांत्रिक गुणों को समझना था या लोच या कठोरता कह सकता है जबकि इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड के साथ बायोसेंसर का उपयोग टिश्यू के विद्युत गुणों को समझना था अब जब मैं टिश्यू कहता हूं तो मैं विद्युत गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन कर सकता हूं जो कि कोशिकाओं की प्रतिबाधा है हमने यह भी देखा कि हमें प्रतिबाधा का उपयोग करना है न कि प्रतिरोध का मैंने कहा कि टिश्यू के गुणों को बरकरार रखने के लिए जैसे ही हम टिश्यू डालते हैं हमारे पास कुछ खारा समाधान या मीडिया होना चाहिए और यह समग्र रक्तस्राव पर एक परजीवी प्रभाव का कारण बनेगा और इस प्रकार एक दोहरी वायु समाई होगी और इस तरह की कई और चीजें तस्वीर में आएंगी और वह यह है कि प्रतिरोध को मापने के बजाय सामग्री के प्रतिबाधा को मापने की सलाह दी जाती है हम यह समझने में सक्षम थे कि हम चित्रित कर सकते हैं या हम सामान्य और कैंसर टिश्यू के बीच अंतर कर सकते हैं उसी तरह हम एक सामान्य कोशिका और एक कैंसर कोशिका के बीच अंतर कर सकते हैं अगर देखे अगर कैंटिलीवर है और यह एक सेल है और अगर यह एक कैंटिलीवर है या हम कहते हैं कि यह हिस्सा कैंटिलीवर है तो यह एक टिप है और अगर मैं इस सेल को दबाता हूं तो मैं इसकी कठोरता को देख पाऊंगा सेल इस पर निर्भर करता है कि ब्रैकट बीम कैसे झुकेगा यह झुकना कोशिका की इस कठोरता पर निर्भर करता है यह एक उदाहरण है इसी तरह अगर मैं इस सेल को इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड पर या कोशिकाओं के समूह या कुछ हजार कोशिकाओं पर लोड करता हूं जैसे मैंने कहा कि ये सभी अंक हैं अगर यह धातु है तो अगर मैं धातु को एक दूसरे के बगल में रखूं लेकिन वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं प्रतिबाधा अनंत होगी प्रतिरोध अनंत होगा अब अगर मैं इस धातु पर कुछ भी रखूं तो क्या होगा सामग्री के प्रतिबाधा या प्रतिरोध के आधार पर हम इसे मापने में सक्षम होंगे क्योंकि अब यह धातु चालू हो जाएगी यह सामग्री के प्रतिरोध या प्रतिबाधा से छोटा है मैं जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि कोशिकाओं के लिए जा सकता है कोशिकाओं के गुणों को समझ सकता है टिश्यू के गुणों को समझ सकता है हम स्तन कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल स्तन कैंसर से संबंधित है मुंह के कैंसर के लिए भी है क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे होते हैं या जब हम कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों के लिए सेंसर विकसित कर रहे होते हैं तब हम मुंह के कैंसर से लेकर स्तन कैंसर से लेकर सर्वाइकल कैंसर से लेकर प्रोस्टेट कैंसर तक कई दिलचस्प गुणों का ध्यान रख सकते हैं और फिर हम पेट और लीवर के कैंसर का भी पता लगा सकते हैं सिद्धांत रूप में किसी भी टिश्यू से संबंधित कैंसर हम समझ सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी कैसे शुरू से लेकर प्रगति तक बदल रही है यह शिक्षण का विचार है टिश्यू संपत्ति को समझने के लिए सेंसर अब यदि मैं यांत्रिक कर सकता हूं या यदि मैं यांत्रिक गुणों को माप सकता हूं और यदि मैं विद्युत गुणों को भी माप सकता हूं मैं दोनों को एक साथ कैसे मापता हूं क्या हम एक सेंसर डिज़ाइन कर सकते हैं जो एक साथ सामग्री के विद्युत और यांत्रिक गुणों को माप सकता है उस अवधारणा के साथ आज हम देखेंगे और MEMS आधारित इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर एक लचीले सब्सट्रेट का उपयोग करके निर्माण करे यदि स्क्रीन देखें और मैं प्रक्रिया प्रवाह को विस्तार से सिखाऊंगा तो यह पूरे सेंसर को बनाने के लिए प्रक्रिया प्रवाह है और सेंसर PDMS नामक एक सब्सट्रेट पर निर्मित होता है यदि शुरू करें तो यहां एक सिलिकॉन सब्सट्रेट है और फिर सिलिकॉन सब्सट्रेट पर एक PDMS लेपित है PDMS सिलिकॉन सब्सट्रेट पर स्पिन लेपित यदि तीसरा देखें तो सोना जमा किया जाता है और इस विशेष क्षेत्र में प्रतिरूपित किया जाता है और फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करके पैटर्न बनाया जाता है जिसके बाद एक पीजो रेसिस्टर विकसित किया जाता है पीज़ोरेसिस्टर एक सामग्री क्वाड P डॉट PSS PEDOT कोलन PSS से बना है P डॉट PSS एक अर्धचालक सामग्री है एक पॉलीमर है अर्धचालक सामग्री नहीं है एक पॉलीमर हैं जो एक पीज़ोरेसिस्टिव पॉलीमर है यह एक संवाहक पॉलीमर है पीजो PSS एक प्रवाहकीय पॉलीमर है और इसमें एक पीजे रेसिस्टिव गुण है हम क्रोम गोल्ड जमा करने और इसे पैटर्न देने के बाद हम P डॉट PSS जमा करेंगे और पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर बनाएंगे अब अगर मैं पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर देखना चाहता हूं ये सभी पीजोरेसिस्टिव सेंसर हैं यह एक आवर्धित पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर है ये सभी SEM इमेज हैं अगर मैं कहूं कि पहला कदम सिलिकॉन है तो दूसरा कदम PDMS स्पिन कोटिंग है तीसरा चरण पैटर्न बनाने के लिए क्रोम गोल्ड डिपोजिशन और लिथोग्राफी है चौथे चरण P डॉट PSS को जमा या स्पिन करना है और इसे पीजो रेसिस्टर्स बनाने के लिए पैटर्न देना है पांचवां चरण है सेंसर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बढ़ाना या जमा करना छठा चरण संपर्क पैड खोलना और सोने का पैड जमा करना है सातवां चरण SU 8 स्तंभ बनाना है और फिर आठवां चरण SU 8 स्तंभ टिप को सोने से कोट करना है और नौवां चरण PDMS को सब्सट्रेट से अलग करना होगा अब मैंने बहुत सारे कदम बताए और हम एक एक करके जाएंगे और मैं बताऊंगा कि यह कैसे हो सकता है जब हम इस तरह की सेंसर परत दर परत बनाते हैं अगर स्क्रीन देखें यह इनमें से एक सेंसर है या सेंसर की एक सरणी कह सकते है और ये सभी स्ट्रेन गेज पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर हैं फिर यह सोना है ये सभी सोने के पैड हैं और फिर अंत में ये SU 8 स्तंभ हैं जो लिफ्ट ऑफ तकनीक का उपयोग करके क्रोम गोल्ड के साथ लेपित हैं हम इस विशेष सेंसर को बनाने के लिए एक एक करके जाएंगे आइए देखें कि हम कैसे शुरू कर सकते हैं मैं प्रक्रिया प्रवाह को विस्तार से दिखाऊंगा पहला कदम इस सिलिकॉन सब्सट्रेट सिलिकॉन को लेना है दूसरा चरण एक सिलिकॉन सब्सट्रेट पर कोट PDMS को स्पिन करना है मान लें कि यह r PDMS है फिर तीसरा चरण जमा करना है यह एक PDMS है यह सब्सट्रेट अभी भी सिलिकॉन है तीसरा चरण PDMS पर क्रोम गोल्ड जमा करना है मान लें कि अब हमारे पास सिलिकॉन है हमारे पास PDMS है और यह क्रोम गोल्ड होगा अगला कदम इस क्रोम गोल्ड को पैटर्न करना होगा क्या यह पैटर्न के लिए नहीं है कि हम फोटोलिथोग्राफी करेंगे और फोटोलिथोग्राफी करने के लिए हमें पहले कोट फोटोरेसिस्ट को स्पिन करना होगा यह r फोटोरेसिस्ट है मैं कहूंगा कि यह एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है स्पिन कोटिंग फोटोरेसिस्ट के बाद अगला स्टेप क्या है तो अगला स्टेप है कि मैं सॉफ्ट बेक के लिए जाऊँगा सॉफ्ट बेक को गर्म प्लेट पर 1 मिनट के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है सॉफ्ट बेक के बाद मैं क्रोम गोल्ड पैटर्न बनाने के लिए मास्क को लोड करूंगा और यह मास्क b भरा हुआ मास्क होगा अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो यह विशेष रूप से पहले वाला देखें सिलिकॉन सब्सट्रेट हमारे पास ऑक्साइड भी हो सकता है और फिर हमारे पास PDMS है तो हमें इसे पैटर्न करना होगा यदि मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो मैं केवल इस तरह की परतों को देख पाऊंगा और वह यह है कि हम मास्क का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि इस विशेष प्रारूप में हमारा b फील्ड मास्क है उसके बाद अगला कदम यूवी लिथोग्राफी पराबैंगनी प्रकाश के साथ इस फोटोरेसिस्ट को बेनकाब करना होगा जब मैं इसका अगला कदम उजागर करता हूं तो यह होगा कि मास्क को उतारना और फोटोरेसिस्ट डेवलपर में इस वेफर के लिए प्रदर्शन करना और डुबाना जब मैं इस वेफर को फोटोरेसिस्ट डेवलपर में डुबाऊंगा तो फोटोरेसिस्ट विकसित हो जाएगा क्योंकि यह अब फील्ड मास्क है और एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है क्या होगा जो मैं यहां बता रहा था कि क्या होगा जब हम फोटोरेसिस्ट को b फील्ड मास्क के साथ बेनकाब करेंगे और हमारा फोटोरेसिस्ट एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है जैसा कि अब सभी जानते हैं कि जब हम b फील्ड मास्क का उपयोग करते हैं और जब एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट होता है तो जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह मजबूत हो जाएगा यह सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है और यह देख सकते है कि जो क्षेत्र उजागर नहीं हुआ है वह इस b फील्ड मास्क को देखता है और जो क्षेत्र उजागर नहीं हुआ था वह मजबूत हो गया था अब इसके बाद अगला कदम हार्ड बेक होगा हार्ड बेक 120 1 मिनट गरम प्लेट अगले कदम में इस वेफर को क्रोम गोल्ड में डुबाना होगा पहले क्रोम फिर धो लें फिर सोना फिर से धो लें क्रोम सोना अगर मैं इस वेफर को क्रोम गोल्ड में डूबा दूं तो क्या होगा मेरे पास एक सब्सट्रेट होगा जो सिलिकॉन सब्सट्रेट है जिस पर एक PDMS है जिस पर क्रोम और सोना उस क्षेत्र से निकल जाएगा जो सकारात्मक फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं था जैसा कि यहां देखा गया है यह क्षेत्र सकारात्मक फोटोरेसिस्टर द्वारा संरक्षित नहीं है इसलिए वह क्षेत्र जो फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं था वो क्रोम गोल्ड में उकेरा जाएगा अगला कदम होगा मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूंगा अगर मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूं तो क्या होगा हमारे पास PDMS और क्रोम गोल्ड पैटर्न के साथ सिलिकॉन होगा क्रोम गोल्ड पैटर्न अब यह क्रोम सोना होगा यह PDMs है यह सिलिकॉन है हमने एक सिलिकॉन सब्सट्रेट लिया है हम एक ऑक्सीकृत सिलिकॉन सब्सट्रेट ले सकते हैं जिस पर हमारे पास स्पिन लेपित PDMS है सिलिकॉन या सिलिकॉन ऑक्सीकृत सिलिकॉन तो हमारे पास सिलिकॉन पर PDMS है यह चरण संख्या III है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्सीकृत सिलिकॉन सब्सट्रेट पर क्रोम गोल्ड पैटर्न है इस विशेष चरण पर आने के लिए जो चरण संख्या III है हमें फोटो लिथोग्राफी प्रक्रिया करनी होगी इसलिए हमने ऐसा किया है पहला कदम एक सिलिकॉन सब्सट्रेट लेना है दूसरा चरण स्पिन कोट PDMS है तीसरा चरण भौतिक वाष्प जमाव का उपयोग करके क्रोम सोना जमा करना है यह एक ई बीम एवापोरेटर हो सकता है चौथा चरण यह है कि हमें एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट को स्पिन करना है जो यहां दिखाया गया है और फिर गर्म प्लेट पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट पर नरम सेंकना करने के बाद मास्क लोड करना है यह हमारा b फिल्म मास्क है और फिर यूवी प्रकाश के साथ फोटोरेसिस्ट उजागर करना है फिर अगले चरण में फोटोरेसिस्ट डेवलपर होगा अनएक्सपोज्ड क्षेत्र मजबूत होगा क्योंकि हम सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कर रहे हैं इसके बाद अगला कदम इस वेफर को क्रोम वगैरह में डुबाना होगा जब इस वेफर में डुबकी लगाते हैं तो क्रोम सोना होता है सोना सबसे ऊपर है और क्रोम सबसे नीचे है सबसे पहले हम वेफर को सोने में डुबाते हैं एक बार सोना निकल जाने के बाद हम वेफर को DI पानी से धोते हैं फिर हम वेफर को क्रोम में डुबो देंगे एक बार क्रोम एटचेड किया गया है जो फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं था इसके बाद अगला कदम वेफर को एसीटोन में डुबाना होगा एसीटोन एक फोटोरेसिस्टर स्ट्रिपर के रूप में कार्य करेगा और फिर हमारे पास चरण संख्या VII या चरण संख्या III है जो इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है यदि अगला चरण देखें जो चरण संख्या IV है इस चरण में जो देख रहे हैं वे एक स्ट्रेन गेज को देख रहे हैं और इस स्ट्रेन गेज को एक कंडक्टिंग पॉलीमर का उपयोग करके बनाना था जैसे कि मैंने पहले P डॉट PSS नामक चर्चा की है क्या इसे गूगल कर सकते हैं इसे PEDOT कोलन PSS कहा जाता है आइए देखें कि हम इस सामग्री को स्पिन कैसे कर सकते हैं और एक तनाव नापने का यंत्र बना सकते हैं यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इस विशेष मंच पर चर्चा कर रहे हैं हम यहां से शुरू करेंगे और चीजों को आसान बनाने के लिए हम केवल दो संदर्भ दिखाएंगे अगर स्लाइड देखें तो इस विशेष सब्सट्रेट को PDMS पर सोने के पैटर्न के साथ तैयार करें सिलिकॉन यह एक PDMS होगा और फिर इस तरह से सोने का पैटर्न होगा अब हम अगले चरण में क्या करेंगे अगला कदम हम कोट स्पिन करेंगे हम इस क्रोम गोल्ड पर या वेफर पर कोट P डॉट PSS स्पिन करेंगे जिसमें PDMS है यह P डॉट PSS है इसके बाद बाकी स्टेप्स बिल्कुल इन स्लाइड्स के जैसे ही हैं अगला कदम कोट फोटोरेसिस्ट को स्पिन करना होगा हमारे पास फोटोरेसिस्ट स्पिन कोट है और यह फोटोरेसिस्ट फिर से एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है स्पिन कोटिंग पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के बाद अगला कदम सॉफ्ट बेक है नरम बेक 90 डिग्री 1 मिनट की गर्म प्लेट के बाद एक मास्क मास्क को लोड करें और फिर पीजो रेसिस्टर बनाएं अगर पीजो रेसिस्टर इस तरह दिखता है अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं इस तरह मैं केवल दो स्तंभ देख सकता हूँ अगर मैं इस विशेष पीजो रेसिस्टर का क्रॉस सेक्शन लेता हूं जो कि P डॉट PSS से बना है तो उसके लिए जो मास्क मैं यहां दिखा रहा हूं वह इस तरह दिखेगा और यह b फील्ड मास्क है एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है और मास्क अब फील्ड मास्क है अगला कदम यूवी प्रकाश के संपर्क में होगा यूवी प्रकाश के साथ उजागर जब मैं एक्सपोजर करता हूं तो अगला कदम फोटोरेसिस्ट डेवलपर होगा जब फोटोरेसिस्ट डेवलपर में इस वेफर का क्या होगा r फोटोरेसिस्ट क्षेत्र है जो यूवी प्रकाश द्वारा उजागर नहीं किया गया था में संरक्षित होगा यहां सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है यह r P डॉट PSS है यह हमारे पास स्पिन लेपित है यहां क्रोम सोना है फिर PDMS है फिर सिलिकॉन है अब मुझे P डॉट PSS को हटाना होगा मैं P डॉट PSS को हटाने के लिए RIE का उपयोग करूंगा RIE का मतलब रिएक्टिव आयन एचिंग है अगर मैं इस वेफर पर RIE करता हूं तो क्या होगा मेरे पास वेफर होगा जो दिखाई देगा मेरे पास वेफर होगा आइए हम इस विशेष आरेख पर विचार न करें यह PDMS है फिर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड और फिर मेरे पास स्ट्रेन गेज होगा मेरे पास यहां सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है तो मेरे पास यहां P डॉट PSS है मेरे पास क्रोम सोना है फिर मेरे पास PDMS है और सिलिकॉन है अगला कदम है अगर मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूं तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास PDMS होगा जिस पर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर P डॉट PSS स्ट्रेन गेज होता है अगर मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूं तो एसीटोन निकल जाएगा मेरे पास P डॉट PSS क्रोम गोल्ड होगा और मेरे पास PDMS है और यह सिलिकॉन है हम इस खास मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां r पीजो रेसिस्ट पैटर्न है अब पीजो रेसिस्टर्स हैं जो P डॉट PSS से गढ़े गए हैं यहाँ तक समझें कि अब हमारे पास P डॉट PSS है क्या होगा अगर मैं इस विशेष सब्सट्रेट पर दबाव डालता हूं तब क्योंकि वहाँ एक पीजो रेसिस्टर है यह झुक जाएगा और इससे रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा हम यहां अपना मॉड्यूल बंद कर देंगे और अगले मॉड्यूल में मैं बताऊंगा कि इस पीजो रेसिस्टर पर एक इंसुलेटिंग सामग्री को कैसे कोट किया जाता है फिर मैं इसे छोटा करना चाहता हूं ताकि पीजो रेसिस्टर के निर्माण को समझ सके फिर इस पीजो रेसिस्टर पर इलेक्ट्रोड का निर्माण धन्यवाद